मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिस के सत्र में आपका स्वागत है अब हम सत्र के अंत की ओर आ रहे हैं जहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं एक होने उनमें से एक होने के नाते एथिक्स इन मार्केटिंग रिसर्च आज तक हमने मार्केटिंग रिसर्च के बारे में पूरी चर्चा की है मार्केटिंग रिसर्च क्या है मार्केटिंग रिसर्च का अनुप्रयोग क्या है मार्केटिंग रिसर्च के लिए कैसे उपयोगी है शोधकर्ताओं और हर किसी के लिए लेकिन आज हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे मार्केटिंग के क्षेत्र से संबंधित कई विवादास्पद मुद्दे सामने आए हैं कई कंपनियों उदाहरण के लिए उन पर अनैतिक कार्यों का आरोप लगाया गया है कई शोधों पर गहन प्रतिस्पर्धा के कारण अनैतिक प्रथाओं का आरोप लगाया गया है क्योंकि बाजार के आसपास कटथ्रोट प्रतियोगिता के कारण कभी कभी अनैतिक प्रथाओं का उपयोग करने या अपनाने का भी शिकार हुआ है तो यह नैतिकता क्या है और मार्केटर्स इतने कमजोर क्यों हैं और एक शोधकर्ता को इससे कैसे दूर रहना चाहिए तो आज एथिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा बन गई है कई प्रबंधन स्कूलों में आज भी लोगों को नैतिकता के बारे में पढ़ाया जा रहा है यहां तक कि आप जानते हैं कि कई महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तकों का भी सहारा लिया गया है जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तकों का भी सहारा लिया गया जैसे कि भगवद् गीता का उपयोग दिन प्रतिदिन के जीवन और सभी में नैतिकता को समझाने के लिए किया जाता है इसलिए उदाहरण के लिए मार्केटिंग रिसर्च मुझे एक उदाहरण का हवाला देते हैं जिसके बारे में आपने अवश्य सुना होगा उदाहरण के लिए ज़ेरॉक्स का मामला एनरॉन एक समय में बहुत लोकप्रिय था क्योंकि ये कंपनियां किसी प्रकार के गलत शासन और अनैतिक प्रथाओं में शामिल थीं इसलिए इसके परिणामस्वरूप जो कुछ हुआ है उसमें से बहुत से हिस्सेदार नाखुश थे और पैसा हितधारकों को भी नुकसान हुआ था इसलिए और यहां तक कि यदि यह देखा गया है कि अनुसंधान को कुछ डेटा प्राप्त करने के लिए कुछ जानकारी और कंपनियों को अपने प्रतिद्वंद्वियों और अन्य के बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त करने के लिए खोजना है तो वे कुछ प्रथाओं को अपनाने की कोशिश करते हैं जिन्हें अच्छा नहीं माना जा सकता है और उन्हें अनैतिक माना जाता है तो एथिक्स क्या है हमें देखते हैं एथिक्स इन मार्केटिंग रिसर्च तो मार्केटिंग रिसर्च में नैतिक दुविधा उदाहरण के लिए हमें एक उदाहरण दें जिसे हमने शुरू किया है कंपनी A को अपनी मेल सेवाओं में खराब प्रतिक्रिया दर मिलती है इसलिए यह सार्वजनिक राय अनुसंधान उद्योगों के लेबल वाले फ़िक्शिअस लेटर हेड का उपयोग करता है अब मान लें कि आप नहीं मिलते हैं यह आम चर्चा है शोधकर्ताओं हमें जानकारी नहीं मिल रही है या हमें लोगों से पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ का उपयोग करने जा रहे हैं कुछ अभ्यास जो कि नहीं कहा जाता है जो एक शोधकर्ता से अपेक्षित नहीं है एक शोधकर्ता से हर समय ईमानदार रहने की उम्मीद की जाती है इसलिए यह गलत पहचान का मामला है जिससे उसे बचना चाहिए एक और मामला 80 चिकित्सकों का सुझाव है कि उपभोक्ता शेष 20 में से कोई भी मार्जरीन का उपयोग नहीं करते हैं जो कि हमारे 80 20 अवशेष हैं बहुसंख्यक अनुशंसित ब्रांड ए ब्रांड A अब चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित जोड़ देता है अब यह मामला गलत व्याख्या है क्यों क्योंकि 80 एक अलग श्रेणी के थे केवल 20 ने ब्रांड A की सिफारिश की अब इस 20 की वजह से यह 20 है यदि आप कहते हैं कि चिकित्सकों द्वारा सिफारिश की गई है जो आज कई कंपनियों का कहना है कि आपने विज्ञापन देखा होगा जहां यह 9993 कहा जा रहा है 6746 अब वे इस तरह के निष्कर्ष पर कैसे आए यह बहुत अजीब है यह बहुत मुश्किल है इसलिए कहीं न कहीं लापरवाही का मामला है या एथिक्स को बाधित करने का एक जानबूझकर प्रयास है इसी प्रकार विज्ञापन में अनैतिक प्रथाओं को भी देखा गया है कई विज्ञापन कंपनियां एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करती हैं और फिर वे मामलों को गलत तरीके से पेश करके कुछ अन्य प्रतियोगियों को बहुत खराब रोशनी में डालने की कोशिश करती हैं भारत में बिसलेरी का बहुत लोकप्रिय मामला पारले बिसलेरी बनाम यूरेका फ़ोर्ब्स जहाँ कंपनी अदालत में गई थी और आखिरकार उन्हें घर बसाना पड़ा तो इसके कई मामले हैं आप सुनने के लिए आते हैं क्योंकि प्रबंधन और मार्केटिंग में कम से कम गंभीर गंभीर प्रतिस्पर्धा कुछ और एथिकल डाईलमास की वजह से है एबीसी मार्केटिंग अपने वर्तमान घर के साथ उनकी संतुष्टि का आकलन करने के लिए फोन पर ग्राहकों को बुलाती है राय मिलने के बाद एबीसी ग्राहकों को नए साइडिंग को बेचने की कोशिश करता है अब यह एक ऐसा मामला है जो आम तौर पर अधिकांश मार्केटर्स द्वारा किया गया है इसलिए परिणामस्वरूप उन्होंने कुछ शोध करने की आड़ में क्या किया है उन्होंने वास्तव में अपनी बिक्री को आगे बढ़ाने की कोशिश की है इसी प्रकार कम आय वाले ग्राहकों पर दर वृद्धि के प्रभाव का आकलन करने के लिए कंपनी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कंपनी X की आवश्यकता होती है कंपनी X अनुसंधान से पता चलता है कि कम आय वाले उपभोक्ता दर परिवर्तन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे जब उनसे पूछा गया कि इस तरह के ग्राहक कंपनी को दर परिवर्तन कैसे प्रभावित करेगा तो X का कहना है कि वे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं पहुंचे तो अब यह फिर से एक गलत बयानी है इसलिए इस तरह के मामलों में जब कोई कंपनी ध्यान में रखती है या इन तकनीकों का उपयोग करने की कोशिश करती है तो यह एथिक्स या अनैतिक व्यवहार का मामला है क्या शोधकर्ताओं को एथिक्स के बारे में चिंतित होना चाहिए सवाल यह है कि शोधकर्ताओं को एथिक्स के बारे में चिंतित क्यों होना चाहिए एथिक्स की भूमिका क्या है एथिक्स कैसे मदद करती है देखें मैं एक उदाहरण दूंगा जॉनसन एंड जॉनसन का बहुत प्रसिद्ध मामला जॉनसन एंड जॉनसन एक बार गलती से हो गए थे इसके एक आप जानते थे कि उत्पादों का बैच एक था एक गलत उत्पाद पैकेजिंग में मिला आप किसी भी संभावित दुर्घटना से बचें जॉनसन एंड जॉनसन ने शेल्फ से बाजार से सभी उत्पादों को वापस खींच लिया अब एक छोटी अवधि के परिणामस्वरूप जॉनसन और जॉनसन ने बाजार में पैसा खो दिया यह कीमती पैसा खो गया लेकिन इसका क्या फायदा हुआ जॉनसन एंड जॉनसन ने एक बहुत अच्छी ब्रांड छवि प्राप्त की एक अच्छी सार्वजनिक छवि प्राप्त की इसके परिणामस्वरूप जॉनसन और जॉनसन तुरंत एक बहुत बड़ी सकारात्मक कंपनी बन गए या जनता से जॉनसन और जॉनसन के बारे में इसकी राय बहुत ही सकारात्मक थी जो अप्रत्यक्ष या सीधे इसकी बिक्री को फिर से प्रभावित करती है तो क्या शोधकर्ताओं को नैतिकता के बारे में चिंतित होना चाहिए हम न केवल मार्केटर्स बल्कि शोधकर्ताओं के बारे में बात कर रहे हैं अब क्या कारण हैं एथिकल प्रैक्टिसेस मार्केटिंग रिसर्च के लिए जनता की स्वीकार्यता को बढ़ाते हैं इसलिए हमें बताएं कि क्या आप एथिकल प्रैक्टिसेसका उपयोग कर रहे हैं उदाहरण के लिए यदि आपने कुछ अध्ययन किया है तो हम कहें कि हमारे संस्थान में हमने कुछ अध्ययन किया है और यह अध्ययन है लोग जानते हैं कि यह केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए और विश्वास है तो स्वचालित रूप से लोगों की स्वीकृति या भागीदारी बढ़ जाती है एथिकल प्रैक्टिसेसमें अपने ग्राहकों के प्रति बाजार की संवेदनशीलता में सुधार हो सकता है जॉनसन और जॉनसन के मामले में तीसरा एथिकल प्रैक्टिसेस फ़ॉरस्टॉल सरकार के हस्तक्षेप और रेगुलेशन में मदद कर सकते हैं यदि आप एथिकल स्टैंडर्ड्स या एथिकल प्रैक्टिसेसका पालन कर रहे हैं भले ही सरकारी हस्तक्षेप अनावश्यक रूप से आवश्यक नहीं है जो कि है किसी भी मार्केटर के लिए एक सकारात्मक हो सकता है उस विषय के लिए अनुसंधान और सामान्य व्यवसाय में एथिक्सके बारे में विचार करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मैंने कहा कई कंपनियों के साथ आप किसी अन्य अनैतिक व्यवहार के शिकार हो रहे हैं जैसा कि मैंने कहा कि एनरॉन एंडरसन ज़ीरक्सा कई बहुत सारे इसके परिणामस्वरूप आज एथिक्स आंशिक रूप से मार्केटिंग रिसर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप एथिकल रिसर्च की मूल बातें समझें और यह आपके शोध को कैसे प्रभावित कर सकता है इसलिए मार्केटिंग रिसर्च ने इंटरनेट के व्यापक उपयोग और सोशल मार्केटिंग की लोकप्रियता के साथ पुनरुत्थान का अनुभव किया है यदि आप पहले एक शोध करने के लिए देखते हैं तो यह बहुत मुश्किल हुआ करता था क्योंकि यह होना था लोगों को शारीरिक रूप से जाना था और इसे करना था लेकिन आज इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग के साथ किसी तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है लेकिन सवाल यह है कि सहजता के साथ या सादगी के साथ इसने कुछ अन्य रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी पैदा की हैं शोधकर्ता अंतरंगता के साथ साथ उत्तरदाताओं के लिए शारीरिक निकटता के रूप में करीब हो रहे हैं एथिकल समस्याएं संबंध प्रकार की समस्याएं हैं इसलिए एथिकल समस्याएं तभी होती हैं जब कोई व्यक्ति अन्य लोगों के साथ बातचीत करेगा तो मान लीजिए कि आप एक शोधकर्ता हैं और आप एक शोध कर रहे हैं सवाल यह है कि डेटा भरने के संदर्भ में डेटा प्राप्त करने के संदर्भ में डेटा भरने के संदर्भ में आप कितने एथिकल हैं ये सभी चीजें प्रक्रिया का हिस्सा हैं 1963 में सेंट लुइस के मिसौरी विश्वविद्यालय में मार्केटिंग एंड क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट साइंस के प्रोफेसर डॉ डिक वॉरेन ने पहली बार आचार संहिता का प्रस्ताव रखा यदि आप इंटरनेट पर भी जाते हैं और आप इसे टाइप करते हैं तो एमआरए कोड ऑफ कंडक्ट एक स्वस्थ दस्तावेज ढूंढें जो बताता है कि उन आचार संहिता के बारे में क्या है जो एक शोधकर्ता को उस समय का पालन करना होगा जब वह किसी प्रकार का शोध कर रहा हो और वह अमेरिकी मार्केटिंग एसोसिएशन का सदस्य भी था अब एथिकल इश्यूज़ एंड मार्केटिंग का ऐतिहासिक संदर्भ कोड को तीन मुख्य मुद्दों द्वारा प्रेरित किया गया था इसलिए जब एथिकल कोड ऑफ़ कंडक्ट मुख्य रूप से बनाई गई थी तो यह तीन चीजों पर निर्भर थी मार्केटिंग रिसर्च प्रक्रियाओं में जनता का विश्वास बनाए रखने की इच्छा अन्यथा जो हुआ वह बिक्री लोगों को सुधारने की आड़ में था यह दिखावा करने की कोशिश करें कि वे अनुसंधान कर रहे थे लेकिन वास्तव में वे बिक्री को आगे बढ़ा रहे थे इसलिए इससे बचने के लिए पहला स्तंभ मार्केटिंग रिसर्च प्रक्रियाओं में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए बनाया गया था दूसरा यह था कि बाहरी लोगों को मार्केटिंग रिसर्च के लिए आवश्यक रेगुलेशन का निर्णय लेने से पहले अनुशासन को स्वयं को विनियमित करने की आवश्यकता है इसका मतलब है कि सरकार या किसी भी सार्वजनिक संगठन या निकाय से पहले इसका मतलब है कि उदाहरण के लिए Microsoft का बहुत प्रसिद्ध मामला जहां अमेरिकी संघीय ने काम करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया Microsoft अब जब सरकार स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप करती है तो कंपनियों के कामकाज का एक सुचारू प्रवाह प्रभावित होता है इसलिए इससे पहले कि मार्केटर्स को स्वयं को विनियमित करने की आवश्यकता हो तीसरा स्तंभ मार्केटिंग की सार्वजनिक सकारात्मक छवि को सामान्य रूप से बनाए रखने की चिंता है आम तौर पर अगर आप देखते हैं आम तौर पर जब आप उदाहरण के लिए मार्केटिंग या बिक्री के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले वे महसूस करते हैं कि इसमें कुछ शरारत है इसमें कुछ नकारात्मक है इसलिए कंपनियों को अपनी छवि को बदलना होगा जनता को उन्हें जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा बनाई गई एक सकारात्मक छवि बनानी होगी जैसा कि प्रॉक्टर और गैम्बल जैसी कंपनियों ने किया है अपने इतिहास के वर्षों में उन्होंने एक सकारात्मक छवि बनाए रखने की कोशिश की है एक कहावत है पैकेट की सेवा अच्छी है कि अगर आप पृथ्वी के किसी ओर स्थान पर हैं तो वे आपको सेवा प्रदान करेंगे अब मुंह से ऐसा शब्द केवल आपको कंपनी के बारे में बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है तो एथिक्स क्या हैं बस एथिक्स यह बताती है कि कोई विशेष कार्य सही है या गलत अच्छा है या बुरा अब इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपना विवेक पूछा और कहा हमने जो भी किया है वह सही है या गलत है चाहे वह बड़े स्तर पर जनता के लिए बुरा हो या अच्छा एक समूह द्वारा अपनाए गए सामाजिक मानदंडों को कुछ अन्य परिभाषा कहती है यदि सामाजिक मानदंडों को एक समूह द्वारा अपनाया जाता है तो आचरण का एक अनुमान जो सही या गलत है अब जब आप वही हैं जो आप महसूस करते हैं चाहे वह सही हो यह समाज के लिए अच्छा है या नहीं यही एथिक्स है फंडामेंटल ह्यूमन रिलेशनशिप्स से संबंधित यह एक यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रेट है तो एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं नैतिक व्यवहार अच्छे ईमानदारी वादों को निभाने दूसरों की मदद करने दूसरों के अधिकार का सम्मान करने का मार्गदर्शन करता है खराब झूठ बोलना चोरी करना धोखा देना दूसरों को नुकसान पहुंचाना अब ये कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो आज बाजार के लोग समझ गए हैं कि यदि वे इस एथिकल प्रिंसिपल्स का उपयोग नहीं करते हैं तो उनके लिए बाजार में टिकना और बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आज का ग्राहक बहुत शिक्षित और संवेदनशील है और उसकी पहुंच है जानकारी बहुत अधिक है इसलिए वह आसानी से तुलना कर सकता है एथिकल प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सलिटी सभी देशों संस्कृतियों और समुदायों में समान रूप से लागू होनी चाहिए यह नैतिक रूप से होनी चाहिए यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए कम से कम जो भी नैतिक सिद्धांत हैं वे हर जगह पर लागू होने चाहिए दूसरी ओर सिद्धांतों की सापेक्षता भी है कभी कभी यह देश देश समुदाय से समुदाय तक भिन्न हो सकते हैं अब यह लोगों की संस्कृतियों की आदतों और परंपरा से अधिक जुड़ा हुआ है उदाहरण के लिए कुछ संस्कृति में किसी को गले लगाने को बहुत सकारात्मक रूप में लिया जा सकता है और कुछ में ऐसा नहीं हो सकता है इसलिए यह वह जगह है जहां सापेक्षता आती है लेकिन किसी को वे क्या कर रहे हैं या एथिक्स से क्या मतलब है में बहुत स्पष्ट होना चाहिए यदि आप नैतिक व्यवसायिक दृष्टिकोण के कारणों को देखते हैं कि किसी को भी प्रकृति में एथिकल क्यों होना चाहिए एथिकल एक व्यावसायिक उद्यम या बड़े पैमाने पर शोधकर्ता के लिए उपयोगी कैसे होती है तो व्यवसाय के लिए जनता की अपेक्षाओं को पूरा करें इसलिए सार्वजनिक अपेक्षाएं यदि आप पूरा नहीं करते हैं या इसके द्वारा खड़े नहीं होते हैं तो जनता वफादारी कारक आप वफादारी पर खो सकते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाना रोकें व्यावसायिक संबंधों को बेहतर बनाता है इसलिए नैतिक व्यापार व्यावसायिक संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करता है यदि आप बी 2 बी उद्योग के अधिकांश रिश्तों को देखते हैं तो बी 2 बी के बीच का व्यापार जिसे आप एक संगठन से दूसरे को जानते हैं अधिकांश व्यापार व्यावसायिक संबंधों के आधार पर किया जाता है ग्राहकों के बीच व्यक्तिगत संबंध क्या है ताकि जब आप किसी एथिकल रीज़निंग के साथ खड़े हों तो यह बेहतर हो यह कर्मचारी उत्पादकता में सुधार करने में मदद करता है यह उन संगठनों को देखा गया है जो अत्यधिक एथिकल हैं लोग खुश हैं और इस प्रकार लोगों की उत्पादकता संगठनों की तुलना में बहुत अधिक है जहां अनैतिक प्रक्रियाएं प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं दंड कम करें दूसरों से व्यवसाय की रक्षा करें कर्मचारियों को नियोक्ताओं से बचाएं व्यक्तिगत नैतिकता को बढ़ावा दें इसलिए ये एक नैतिक व्यवसाय व्यवहार होने के कुछ कारण हैं इसलिए यदि आप एक एथिकल बिज़नेस बेहेवियर का पालन करते हैं तो ये लाभ हैं जो एक बाज़ारिया पाते हैं हमें मार्केटिंग रिसर्च में एथिक्स के बारे में चिंता करने की आवश्यकता क्यों है फिर से यह सवाल वापस आ रहा है हमें इसकी आवश्यकता क्यों है मैंने कई उदाहरण दिए हैं यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो रहा है जो आपकी गुडविल बाजार में खो गई है आपकी कड़ी मेहनत की ब्रांड वैल्यू जो बाजार में इतने लंबे समय से चली आ रही थी कि आप उस पर खो सकते हैं तो तीन चीजें अखंडता सच्चाई और प्रतिबद्धता एक शोधकर्ता के पास एक शोध अध्ययन में उत्तरदाताओं का निष्पक्ष रूप से व्यवहार करने की जिम्मेदारी है और ग्राहक के पास सटीक विश्वसनीय जानकारी एकत्र करने की जिम्मेदारी है मान लीजिए कि एक व्यक्तिगत स्तर पर एक शोधकर्ता हो सकता है उदाहरण के लिए एक छात्र जो एक शोध का आयोजन करता है या मार्केटिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उदाहरण के लिए MRB नेल्सन इसलिए जो सिंडिकेट रिसर्च जैसी अन्य कंपनियों के लिए शोध अध्ययन करते हैं और फिर वे सभी अन्य कंपनियों के लिए डेटा बेचते हैं एक शोधकर्ता का प्राथमिक काम उत्तरदाताओं का इलाज करना है जहां से वे डेटा को निष्पक्ष तरीके से प्राप्त कर रहे हैं और ग्राहक को सटीक विश्वसनीय जानकारी एकत्र करने के लिए देखने की जिम्मेदारी है अब सूचना की कई बार सटीकता जानकारी की विश्वसनीयता हमेशा संदिग्ध होती है क्या होगा यदि शोधकर्ता ने पर्याप्त दर्द नहीं लिया है और सही जानकारी निकालने के लिए ईमानदार नहीं था और केवल अपने काम को पूरा करने के लिए उसने एक जानकारी दी है जो कि हो सकती है सही या सही नहीं होना चाहिए तो ऐसी हालत में अगर ऐसा होता है तो एक समस्या यह होगी कि भविष्य में शोध आउटपुट का परिणाम जो मार्केटर्स द्वारा उपयोग किया जाएगा जो अपने आप में एक बहुत ही नकारात्मक मूल्य होगा और यह जानकारी अत्यधिक अविश्वसनीय होगी और अत्यधिक अविश्वसनीय नुकसान के लिए संभावित यह विचार करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि क्या आपके शोध के हिस्से के रूप में किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है और आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस संभावित नुकसान को दूर करने के लिए तंत्र स्थापित किया जाए अब इसका क्या मतलब है यह शोधकर्ता की ज़िम्मेदारी है कि वह इस बात पर विचार करे कि यदि वह किसी विशेष शोध का संचालन करता है या इसके द्वारा यदि अनुसंधान कार्य का कोई भी भाग रेस्पोंडेंट या ग्राहक को प्रभावित या हानि पहुँचा सकता है तो ऐसे मामलों से बचा जाना चाहिए ऐसे मामलों से बचा जाना चाहिए उदाहरण के लिए अल्पावधि लाभ के लिए गोपनीय जानकारी को लीक करना बहुत समझदारी नहीं हो सकता है ऐसा करने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा करने से न केवल बाज़ारिया अपनी व्यक्तिगत छवि खो देता है बल्कि यह उत्तरदाताओं की गोपनीयता को नुकसान पहुँचाता है और इस तरह यह नकारात्मक रूप से अधिक है या कम कुछ नुकसान हो सकते हैं तो क्या नुकसान हैं तो पहले संभावित मनोवैज्ञानिक नुकसान उदाहरण के लिए विज्ञापन में नग्नता का उपयोग प्रतिभागी चित्र दिखा सकता है जो उन्हें अपमानित करता है इसलिए यह एक मनोवैज्ञानिक नुकसान पैदा करने वाला है इसलिए मनोवैज्ञानिक रूप से रेस्पोंडेंट परेशान हो सकता है वह इस तरह की अनुसंधान प्रक्रियाओं में आगे भाग लेने के लिए इच्छुक नहीं हो सकता है वित्तीय नुकसान किसी दिए गए फर्म के भीतर अनैतिक व्यवहार पर शोध करना एक व्यक्ति को निकाल दिया जा सकता है फर्म्स के प्रतियोगियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा कर सकते हैं ये सभी संगठन को वित्तीय नुकसान पहुंचा सकते हैं यदि आप किसी को आग लगाते हैं यदि आप प्रतियोगियों को संवेदनशील जानकारी देते हैं तीसरा सामाजिक नुकसान है यह शोध करना कि जीवन शैली उपभोग को कैसे प्रभावित करती है किसी व्यक्ति की सेक्सुअल ओरिएंटेशन का खुलासा करें जब वह व्यक्ति उस गोपनीय को रखना चाहता था कई बार ज्यादातर समय में बल्कि एक शोध का आयोजन करते हुए हम कहते हैं कि इस डेटा का उपयोग केवल और केवल शैक्षणिक उद्देश्यों या शायद किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाएगा और रेस्पोंडेंट की अनुमति के बिना दूसरों को विभाजित या खुलासा नहीं किया जाएगा लेकिन और कुछ निश्चित सूचना अध्ययन हैं कई अध्ययनों पर शोध किया जा सकता है उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की कामुकता किसी व्यक्ति की आय किसी व्यक्ति के व्यवहार संबंधी लक्षण इसलिए जब आप इन चीजों को अनदेखा कर रहे हैं तो आप सामाजिक नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए सुनिश्चित करें कि आप उचित एथिकल स्टैंडर्ड्सके अनुसार व्यवहार करते हैं सबसे अच्छी बात यह है कि कृपया मार्केटिंग रिसर्च अस्सोसिएशन्स कोड ऑफ़ कंडक्ट के माध्यम से जाएं और इसके माध्यम से जाएं विचार करें कि आपका शोध प्रतिभागियों को नकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित कर सकता है इसलिए यदि आप इसे अच्छी तरह से समझते हैं कि एक शोध का आयोजन करते समय अगर मैं इस जानकारी का उपयोग करने जा रहा हूं कि यह मेरे ग्राहक को कैसे प्रभावित करने वाला है या यह मेरे रेस्पोंडेंट को कैसे प्रभावित करने वाला है इसलिए यदि यह मेरे प्रतिभागियों मेरे उत्तरदाताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला है तो शोधकर्ताओं को इस मामले से बचना चाहिए अपने आप को अपने पर्यवेक्षक शिक्षकों अपने संस्थान को उन स्थितियों में रखने से बचाना चाहिए जिनमें व्यक्ति अनुचित व्यवहार का दावा कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप जनता आलोचना या यहां तक कि आप का इस्तेमाल किया जा रहा है इसलिए मान लीजिए कि शोधकर्ता को बहुत सकारात्मक रूप से लिया गया है बहुत उच्च स्तर पर मान लीजिए कि आप ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जहां व्यक्ति दावा कर रहा है उदाहरण के लिए शोध पत्रों में कई बार शोधकर्ता उचित शोध के बिना कुछ का दावा करते हैं और जब वे दावा करते हैं तो क्या हो जाता आम तौर पर हम कहते हैं कि यह कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि कोई भी आपको देखने के लिए शोध पत्रों में नहीं जा रहा है लेकिन ऐसे मामले सामने आए हैं जहां शोधकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है और यहां तक कि पूछताछ की गई है कि क्या आपने अनुसंधान के अंत में अपने मेल आईडी दिए हैं तो आपके संपर्क विवरण दिए गए हैं ताकि कोई भी शोधकर्ता आपसे संपर्क कर सके और स्पष्टता पूछ सके इसलिए यदि आपने कुछ किया है तो कुछ दावे दिए हैं जो उचित नहीं हैं तो न केवल आप बल्कि आपकी संस्था की आलोचना हो सकती है इसलिए हमें इस तरह की स्थितियों से बचना चाहिए क्या यह एथिकल है कुछ मुद्दे हैं जो हम देखेंगे मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और हम देखेंगे कि ये आपके अनुसार एथिकल हैं या नहीं एक शोध कंपनी संभावित उत्तरदाताओं पर एक संदेश छोड़ने का फैसला करती है वह क्या कर रहा है एक शोध कंपनी ने भावी उत्तरदाताओं पर एक संदेश छोड़ने का फैसला करते हुए मशीन का जवाब देते हुए कहा कि अगर वे अगले 24 घंटों में वापस बुलाते हैं तो उन्हें एक सर्वेक्षण में भाग लेने पर एक मूल्यवान पुरस्कार प्राप्त होगा तो क्या यह एथिकल है या एथिकल नहीं है कृपया अपना समय लें और इसके बारे में एक सेकंड के लिए सोचें अब मैं आपको दिखाता हूं यह तब तक एथिकलहै जब तक यह सच है अगर इसका मतलब है कि यदि फर्म अपने वादे का पालन कर रही है तो इसका मतलब है कि वह अपने वादे को बनाए रखने की कोशिश कर रही है जो उसने कहा है कि यह एथिकल है इसके साथ कोई समस्या नहीं है अगले मामले में एक साक्षात्कार पूरा होने पर रेस्पोंडेंट्स को दूसरों के नाम और टेलीफोन नंबर प्रदान करने के लिए कहा जाता है या वह सोचता है कि उसे सर्वेक्षण में भाग लेना चाहिए क्या यह एथिकल है या एथिकल नहीं है फिर से अपना समय लें सोचें इससे पहले कि आप किसी निष्कर्ष पर जाएं सोचें कृपया यह बेहतर मुद्दा है कि आप अपना उत्तर एक कागज की शीट पर लिखें जहां आप पढ़ रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं यह एथिकल है वास्तव में कुछ भी नहीं है इसमें गलत है क्योंकि एक प्रकार का नमूना यदि आप नहीं भूले हैं और आपको याद है तो इसे रेफरल या स्नोबॉल सैम्पलिंग कहा जाता था जहां हम उत्तरदाताओं को देने के लिए कहते हैं कुछ अधिक रेस्पोंडेंट नंबर्स या विवरणों के बारे में अधिक जानकारी ताकि हम उनकी ओर से उनसे संपर्क कर सकें एक डोर टू डोर सेल्समैन ने पाया कि लोगों को यह बताकर कि वह एक सर्वेक्षण कर रहा है उनके बिक्री भाषण को सुनने की अधिक संभावना है यहां क्या हो रहा है एक डोर टू डोर सेल्समैन पाता है कि लोगों को यह बताकर कि वह एक सर्वेक्षण कर रहा है उनके बिक्री भाषण को सुनने की अधिक संभावना है क्या यह एथिकल या अनएथिकल है फिर से आप कृपया सोचें और लिख दें मुझे जवाब देने दें यह एथिकल है इसे सगिंग कहा जाता है अब दो प्रकार के फ्रगिंग और सगिंग हैं सगिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां शोधकर्ता यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह एक शोध कर रहा है लेकिन इसकी आड़ में वह वास्तव में अपनी बिक्री में सुधार करने की कोशिश कर रहा है इसलिए वह कुछ नहीं कर रहा है लेकिन वह बिक्री कर रहा है लेकिन एक शोध की आड़ में इसलिए यह एक अनएथिकलअभ्यास है इसलिए शोधकर्ताओं को ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए इसलिए इसे सगिंग कहा जाता है फ्रगिंग क्या है मैंने अभी कहा फ्रगिंग एक और मामला है जहां आपने अब एक दिन बहुत लोकप्रिय लोगों को देखा होगा संगठन यह दिखाते हुए धन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कुछ बीमारियों कुछ प्रकार के सामाजिक समूहों या समाज में कुछ उपेक्षित लोग इसलिए जब वे इस तरह का अभ्यास कर रहे होते हैं जिसका अर्थ है कि वे फंड जुटाने का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो वे अनुसंधान के नाम की ओर से फंड जुटाने का उपयोग कर रहे हैं जिसे फ्रगिंग कहा जाता है चौथा एक मेल क्वेश्चनियर के कवर लेटर में कहा गया है कि इसे भरने में केवल कुछ मिनट लगेंगे लेकिन बहानों से पता चला है कि इसे भरने के लिए कम से कम पंद्रह मिनट की जरूरत है क्या यह एथिकल बिहेवियर का मामला है या नहीं फिर से सवाल आता है इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत स्पष्ट है अनएथिकल है जैसा कि कुछ अस्पष्ट है इसलिए जब आप कुछ कहते हैं तो आप इसे स्पष्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर इसमें 15 मिनट लग रहे हैं तो कभी कभी यह किसी के लिए बड़ा हो सकता है टेलीफोन साक्षात्कारकर्ताओं को यह आश्वासन देने के निर्देश दिए जाते हैं कि गोपनीयता का रेस्पोंडेंट केवल अगर रेस्पोंडेंट इसके बारे में पूछता है तो अब यह क्या कह रहा है यदि आप इसे ध्यान से सुनते हैं टेलीफोन साक्षात्कारकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे रेस्पोंडेंट को केवल गोपनीयता का आश्वासन दें यदि रेस्पोंडेंटपूछता है मान लीजिए आप इसका अनुसरण कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप दूसरों को जानकारी नहीं दे रहे हैं तो यह एथिकल है एक ग्राहक अपनी वैधता का आकलन करने के लिए पूर्ण प्रश्नावली का निरीक्षण करने पर जोर देता है लेकिन शोधकर्ता को संदेह है कि ग्राहक वास्तव में यह जानने में रुचि रखता है कि ग्राहक के बारे में विशिष्ट उत्तरदाताओं ने क्या कहा है वह सभी में दिलचस्पी नहीं रखता है वह केवल विशिष्ट ग्राहक उत्तरदाताओं को खोजने के लिए इच्छुक है क्लाइंट के बारे में कहा तो यह एथिकल है नहीं यह एथिकल नहीं है यह अनएथिकल है अगर सर्वेक्षण गोपनीय या अनाम है मुझे लगता है कि यह अंतिम है अंतिम रिपोर्ट के अपेंडिक्स में शोधकर्ता उन सभी उत्तरदाताओं के नामों को सूचीबद्ध करता है जिन्होंने सर्वेक्षण में भाग लिया था और उन लोगों के नाम के अलावा एक एस्ट्ररिस्क asterisk रखा था जिन्होंने ग्राहक बिक्री व्यक्तिगत द्वारा संपर्क किए जाने के लिए समझौते को इंगित किया था इसलिए यह एथिकल है या नहीं आइए देखें एथिकल क्यों क्योंकि ग्राहक ऐसा करने के लिए सहमत हो गए हैं इसलिए ये चीजें हैं यह कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें शोधकर्ताओं को ध्यान में रखना होगा जब आप नैतिक मुद्दों के बारे में बात करेंगे तो हम जो करेंगे वह है हम मार्केटिंग रिसर्च के नैतिक भाग के साथ जारी रखेंगे अगले सत्र के लिए और इस सत्र के लिए धन्यवाद